अब हम अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के लिए हिल क्लाइंबिंग मेथड पर चर्चा करेंगे यह एक बहुत मजबूत और लोकप्रिय मेथड है यह रेफरेंस सेल का उपयोग नहीं करता है यह सैमपलिंग का उपयोग नहीं करता है यह किसी भी रेजिस्टिव स्विच का उपयोग नहीं करता है कोई ddt नहीं है कोई डेरिवेटिव टर्म नहीं है केवल I और V टर्मिनल करंट और टर्मिनल वोल्टेज मापा जाता है और पावर की गणना के आधार पर हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथ्म का उपयोग अधिकतम पावर पॉइंट पर नजर रखने के लिए किया जाता है आइए अब देखते हैं कि हम इस विधि के माध्यम से MPPT को कैसे प्राप्त करते हैं चलिए सबसे पहले vT बनाम iT कैरेक्टरिस्टिकड्रा करते हैं तो आपके पास IV कर्व है और आपके पास PV कर्व है तो PV कर्व का निरीक्षण करें यह महत्वपूर्ण कर्व है जिसे आपको यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है यह हिल के आकार में है और फिर ऑपरेटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पावर पॉइंट इस दिशा या इस दिशा से इस हिल पर चढ़ेगा और कोशिश करेगा की शीर्ष पर पहुंचें और शीर्ष पर रहें ऐसा कैसे होता है हम देखने की कोशिश करेंगे आइए विचार करें कि आप iTऔर vT को माप रहे हैं और आप vT और iT के उत्पाद के रूप में पावर की गणना कर रहे हैं इसलिए आपके पास पावर है अब मुझे एक बेसलाइन ड्रा करनी है और मैं इसे P बेस या पावर बेस को बेस पावर कहूंगा अब यह एक सीमित सतह या सीमित लाइन है और हम देखते हैं कि यह कैसे संचालित होता है मेरे पास यहां एक अन्य घटक एक डॉट भी होगा और मैं इसे P करंट का नाम दूंगा मूल रूप से इसका क्या मतलब है कि यह करंट ऑपरेटिंग पॉइंट करंट ऑपरेटिंग पावर प्वाइंट सबसे तत्काल अथवा आखरी पॉइंट है जबकि P बेस पिछली कई पावरो का एक औसत है तो यह एक धीमी गति से बढ़ने वाला बेस है और यह तेजी से बढ़ने वाला पॉइंट है अब मूवमेंट के लिए हम मानेंगे कि बेस फिक्स है और केवल इस पॉइंट को चलने दें अब पॉइंट को क्यों चलना चाहिए क्योंकि हम ड्यूटी साइकिल को बदल देंगे हमने बक बूस्ट कनवर्टर के मामले में इसे एक उदाहरण के रूप में देखा था हॉरिजॉन्टल x axis d0 के साथ लोड लाइन वर्टिकल Y axis d1 के साथ लोड लाइन इसलिए यदि मैं d को 0 से 1 तक स्विंग करता हूं तो आप देखेंगे की ऑपरेटिंग पॉइंट मूव होता है और ऑपरेटिंग पावर पॉइंट भी उसी तरह मूव करता है तो हम कहते हैं कि d बढ़ रहा है ऑपरेटिंग पॉइंट बाईं ओर बढ़ रहा होगा तो हम कहते हैं कि यह इस तरह बाईं ओर बढ़ता है जिस क्षण यह P बेस लाइन से सामना करता है तब टॉगल प्रभाव होता है ड्यूटी साइकिल अब एक दिशा में बढ़ना शुरू करता है जैसे कि ऑपरेटिंग पॉइंट दाईं ओर बढ़ता है तो ड्यूटी साइकिल रिवर्स हो जाएगा इसलिए ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरह शुरू होगा और ऑपरेटिंग पावर पॉइंट दाईं ओर बढ़ने लगेगा तो यह इस तरह से आगे बढ़ेगा और फिर से जब यह बेस लाइन P बेस का सामना करेगा तो एक टॉगलिंग प्रभाव होगा डी रिवर्स हो जाएगा तो d अब ऐसे रिवर्स हो जाएगा कि ऑपरेटिंग पॉइंट बाईं ओर चला जाए तो फिर यह इस तरह से बढ़ना शुरू कर देता है इसलिए इस तरह फिर से जब यह P बेस का सामना करता है तो ड्यूटी साइकिल पर एक का टॉगलिंग प्रभाव पड़ता है ड्यूटी साइकिल परिवर्तन की दिशा को स्थानांतरित कर देगा और यह फिर से दाएं चलना शुरू कर देता है अब हम कहते हैं कि P बेस भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है P करेंट जितना तेज़ नहीं है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता हुआ P करंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम कहते हैं कि P करंट बढ़ रहा है और P बेस भी धीरे धीरे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और हम कहते हैं कि यह एक स्नैपशॉट है इस पॉइंट पर P बेस यहां P करंट और P करंट तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम कहते हैं कि यह चल रहा है और दूसरे छोर तक पहुंचता है जिस क्षण यह P बेस लाइन पर पहुंचता है वहां हमेशा ड्यूटी साइकिल की टॉगलिंग होती है अब ड्यूटी साइकिल दूसरी दिशा में चलता है तो हम कहते हैं कि यह रिवर्स दिशा में आगे बढ़ता है P बेस अभी भी P करंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ड्यूटी साइकिल तब भी चलता रहता है जब तक कि यह P बेस लाइन तक नहीं पहुंच जाता जहां यह फिर से उल्टी दिशा में टॉगल होता है और ऐसा होता है और फिर P करंट को पकड़ने की कोशिश में P बेस लाइन भी धीरे धीरे बढ़ता है और इस तरह से आप देखेंगे कि यह P करंट तेज ऑपरेटिंग पॉइंट जो पावर हिल की पीक के आसपास एक एरो क्षेत्र के भीतर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है और पीक पॉवर पॉइंट के पास और आसपास मंडरा रहा है और इस तरह अधिकतम पॉवर पॉइंट ट्रैकिंग प्राप्त कर रहा है इसलिए P बेस P करंट को पकड़ने की कोशिश करेगा और P करंट के स्विंग को कम करने की कोशिश करेगा और जितना संभव हो अधिकतम पावर प्वाइंट के करीब बनाए रखने की कोशिश करेगा तो यह वह तर्क है जिससे हम हिल क्लाइंबिंग मेथड की ब्लॉक स्कीमेटिक को बनाने की कोशिश करेंगे तो हम एक मल्टीप्लायर को ड्रॉ करते हैं मल्टीप्लायर के दो इनपुट हैं iT PV पैनल का टर्मिनल करंट और PV पैनल का टर्मिनल वोल्टेज vT परिणामी प्रोडक्ट पॉवर P है अब यह पॉवर P को मैं दो ब्लॉकों से पास करूंगा एक ब्लॉक को एक स्लो फ़िल्टर कहा जाता है जिसका अर्थ है इस फ़िल्टर में एक बहुत बड़ा टाइम कांस्टेंट है हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा RC टाइम कांस्टेंट है मैं एक और फिल्टर के माध्यम से पावर पास करूंगा और मैं इसे एक फास्ट फिल्टर कहूंगा जिस कारण से मैं इसे फास्ट फिल्टर कहता हूं वह यह है कि इस फिल्टर में RC की टाइम कांस्टेंट छोटी वैल्यू होती है ताकि यह गतिशील रूप से इससे अधिक तेज हो इसलिए मैं धीमे वाले को एक P बेस कहूंगा जो इस P बेस लाइन से मेल खाती है और मैं तेज वाले को एक P करंट बुलाऊंगा जो मूविंग ऑपरेटिंग पॉइंट डॉट से मेल खाती है अब इन दोनों को मैं एक कंपैरेटर से पास करूंगा और मैं और जैसा कि यहां दिखाया गया है P बेस को और P करंट को और फिर कंपैरेटर का आउटपुट मैं इसे टॉगल फ्लिप फ्लॉप को दे देता हूं टॉगल फ्लिप फ्लॉप में और हमें कहने दें कि मैं एज ट्रिगर टॉगल फ्लिप फ्लॉप करने जा रहा हूं आउटपुट Q एक फिल्टर है और फ़िल्टर के आउटपुट की तुलना एक ट्रायंगल कैरियर के साथ की जाती है और इसका आउटपुट पी डब्ल्यू एम है जो DC DC कनवर्टर के ड्यूटी साइकिल इनपुट पर जाता है जिसके साथ PV पैनल इंटरफ़ेस किया गया है तो अब हम कंपैरेटर के आउटपुट में इस वेवफॉर्म को यहाँ देखते हैं अब कंपैरेटर का आउटपुट हम P बेस और पी करंट की तुलना कर रहे हैं P करंट अधिकतर समय P बेस से अधिक रहता है तो जिसका अर्थ है माइनस को दिया गया P करेंट आउटपुट कम होगा अब हम कहते हैं कि यह op amp के पास पावर सप्लाई के रूप में VCC और 0 है तो आप ज्यादातर समय देखेंगे कि यह 0 होगा जब P करंट P बेस से नीचे जाएगा जब यह P बेस से नीचे जाता है तब इस कंपैरेटर का आउटपुट हाई हो जाता है और फिर यह तुरंत कम हो जाएगा क्योंकि ड्यूटी साइकिल में एक बदलाव होता है और P करंट फिर से ऊपर चला जाता है वहां ऐसा बदलाव क्यों है हम जल्द ही इसे देखेंगे अब हम कहते हैं कि यह इस तरह से व्यवहार करता है इसलिए जब यह P करंट जाकर दूसरी तरफ P बेस से टकराता है तो यह फिर से नीचे चला जाएगा और फिर कंपैरेटर के आउटपुट पर हाई होगा और कुछ समय बाद फिर से धीमा हो जाता है और ड्यूटी साइकिल का उल्टा हो जाता है और P करंट उल्टी दिशा में चलता है तो यह वेव फॉर्म का प्रकार है जिसकी आप इस समय पर यहां उम्मीद करेंगे अब फ्लिप फ्लॉप को कैसे टॉगल करें जिसे हम एज ट्रिगर कह रहे हैं तो हम कहते हैं कि बढ़ती हुई एज को ट्रिगर के रूप में उपयोग किया जाएगा अब मुझे इसे बढ़ाने दे और फिर इसे भी प्लॉट करने दे तो चलिए हमारे पास बढ़ती हुई एज है हम कहेंगे कि आउटपुट Q हाई है और जब एक बढ़ती हुई एज होती है तो यह लो टॉगल होगी और फिर से और बढ़ती हुई एज होती है जब यह ऑपरेटिंग पॉइंट पी बेस में दूसरी तरफ होता है यह टॉगल करेगा और इसी तरह टॉगल करता रहता है तो इस पॉइंट पर यह वेवफॉर्म है और फ़िल्टर के आउटपुट का क्या तो यह वेवफॉर्म फ़िल्टर हो जाता है तो मैं इसे ड्रॉ करता हूं आप देखेंगे कि इस वेवफॉर्म को मैं यहाँ दोहराने जा रहा हूँ और यह इस का फ़िल्टर्ड संस्करण है तो आप देखेंगे कि फ़िल्टर का आउटपुट 1 तक बढ़ रहा है फिर नीचे 0 की तरफ बढ़ रहा है और फिर से ऐसे ही 1 की ओर बढ़ रहा है इसलिए यदि आप इस भाग को देखते हैं तो यह ऊपर उठ रहा है जिसका मतलब है जो अब एक ट्रायंगल और फिर ड्यूटी साइकिल को दिया जाता है इसलिए जैसे जैसे यह ऊपर उठ रहा है ड्यूटी साइकिल बढ़ रहा है इसलिए ड्यूटी साइकिल बढ़ने का मतलब है कि ऑपरेटिंग पॉइंट बाईं ओर जा रहा है इसलिए यह यहां बाईं ओर जा रहा है और इस पॉइंट पर यह नीचे चला गया है और वहां एक टॉगल है और अवस्था में एक परिवर्तन होता है जब यह नीचे जाता है जिसका अर्थ है कि अब फ़िल्टर आउटपुट नीचे जा रहा है सूचित कर रहा है कि ड्यूटी साइकिल कम हो रहा है मूवमेंट ड्यूटी साइकिल घट रहा है दाईं ओर बढ़ रहा है तो जैसे ही यह दाईं ओर बढ़ना शुरू होता है फिर से हिट करता है उस पॉइंट पर आप देखेंगे कि वहां एक टॉगल है और इस फ़िल्टर का आउटपुट बढ़ता है ड्यूटी साइकिल फिर से टॉगल बढ़ा रहा है तो यह बाईं ओर चलता है तो यह होता रहता है और यह ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरह आगे और पीछे चलता रहता है इसी समय यह P बेस भी ऊपर बढ़ रहा है यहाँ ट्रायंगल P करंट को धीरे धीरे पकड़ता है और इस तरह यह P करंट को संकरे और संकरे क्षेत्र में तब तक लॉक करता है जब तक कि यह इस तरह से शीर्ष तक न पहुंच जाए कि अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग प्राप्त हो जाती है